मैग्नेटिक फील्ड का डायवर्जेंस और कर्ल हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी करंट अर्थात समय के साथ स्थिर करंट के द्वारा उत्पन्न होता है और Br0I4πdl×r r 3द्वारा दिया जाता है यह हमें मैग्नेटिक फील्ड के गुण भी बताता है तो इसे बायो सावर्ट के रूप में जाना जाता है और यह उस परिस्थिति के लिए है जहां dIdT0 है अब याद कीजिए कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था कि किसी भी वेक्टर फील्ड की गणना उसके डायवर्जेंस और कर्ल के द्वारा एक साथ करने पर पुनः वेक्टर फील्ड प्राप्त होता है 3 dIdt0 तो अब यदि आप मैग्नेटिक फील्ड के साथ काम करना चाहते हैं तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि Br का डायवर्जेंस और कर्ल क्या है यह व्याख्यान इन दो राशियों से संबंधित होगा मैं थोड़ा सा वेक्टर कैलकुलस का उपयोग करने जा रहा हूं और जैसे जैसे हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे मैं इसे आपको समझाता रहूंगा और मैं आपसे इस तकनीक में महारत हासिल करने का भी अनुरोध करूंगा क्योंकि इससे इन फील्ड्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा इसलिए हमारे पास Br0I4πdl×r r r r 3 है तो आइए हम सीधे इसके द्वारा डायवर्जेंस की गणना करें B का डायवर्जेंस होने जा रहा है Br0I4πdl×r r r r ध्यान दें यह r के सापेक्ष में डायवर्जेंस है क्योंकि यहां पर भी डायवर्जेंस r के सापेक्ष है जहां पर फील्ड निर्धारित किया जा रहा है 3 तो यह इस राशि के r के सापेक्ष में है जबकि इंटीग्रेशन प्राइम क्वांटिटी के सापेक्ष में है इसलिए मैं वास्तव में इसे अंदर ले जा सकता हूं और इसे Br0I4πdlr r r r 3 के रूप में लिख सकता हूं 3 अब वेक्टर आइडेंटिटीसे हमें ज्ञात है कि ABBA A के बराबर है और इसलिए हम पाते हैं कि dlr r r r 3का डायवर्जेंस r r r r

r r 3 बराबर होने वाला है ध्यान दें कि dl r के सापेक्ष में है जबकि यह डिफरेंटशिएशन r के सापेक्ष में है इसलिए यह पद शून्य हो जाता है दूसरे पद के लिए याद करें कि r r r r 3 और कुछ नहीं बल्कि 1 r r का ऋणात्मक ग्रेडियंट होता है अर्थात r r r r 3 1 r r और इसलिए दूसरा पद dl1 r r लिखा जा सकता है अब क्योंकि ग्रेडियंट का कर्ल शून्य होता है अतः यह पद शून्य हो जाता है तो इस प्रकार यह पूरा पद शून्य हो जाता है और इसलिए हम जो पाते हैं वह Br और कुछ नहीं बल्कि शून्य है यह वह परिणाम है जिसे हमने पिछले किसी एक व्याख्यान में यह देखकर अनुमान लगाया था कि मोनोपोल नहीं होते हैं अथवा कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी सिंगल सोर्स नहीं होता है ABBA A dlr r 0 Br0 तो हम बायो सावर्ट नियम से पाते हैं कि किसी भी बिंदु पर Br हमेशा शून्य होता है इसका मतलब यह भी है कि Brका कोई स्वतंत्र स्रोत या सिंक नहीं हैं आइए देखें कि यह कैसे होता है उदाहरण के लिए यहां पर एक स्वतंत्र स्रोत है और फील्ड इस प्रकार बाहर की ओर निकल रहा है और इसलिए Br δ के आनुपातिक होगा अथवा समकक्ष रूप से डायवर्जेंस थ्योरम के द्वारा हम कह सकते हैं कि सरफेस पर फ्लक्स नॉन जीरोNon zero होगा जिसका अभिप्राय है की डायवर्जेंस शून्य नहीं हो सकता है इसके बाद हम सीधे Brके कर्ल की गणना करते हैं इसलिए यह भी 0I4πdl×r r r r 3लिखा जा सकता है कर्ल की गणना करने के लिए मैं एक छोटी सी युक्ति प्रयोग करता हूं जिसके तहत मैं इस करंट लूपCurrent Loop0 को लेता हूं जिसमें करंट ले जाने वाला तार थोड़ा चौड़ा स्रोत होता है मान लीजिए कि मैं इस बिंदु को लेता हूं जहां मैं dl ले रहा हूं और यह क्रॉससेक्शन a है तो मैं उस बिंदु पर Idljradl के रूप में लिख सकता हूं जहां jr करंट प्रति यूनिट एरिया है क्योंकि dl करंट की दिशा में है Br0I4πdl×r r 3 Idljradl Idl jradljrdV इसलिए मैं इस वेक्टर को j पर लाने जा रहा हूं और करंट डेंसिटी को एक वेक्टर राशि jr से परिभाषित करता हूं और इस प्रकार Idlको jradlलिख सकता हूं adlक्या है adl इस छोटे एलिमेंट का वॉल्यूम है जिसे मैं बैंगनी रेखाओं से दिखा रहा हूं इसलिए मैं इसको jrdV के रूप में लिख सकता हूं इसलिए इसलिए मैं Brको लिख सकता हूँ कि Br0I4πdl×r r r r 3 जो कि बराबर है 04πjrr r r r 3dV स्पष्ट है कि j पर इंटीग्रेशन शून्य नहीं है और यह भी है कि हम कितने ठीक तरीके से Idl फॉर्मूला से jd v प्राइम फॉर्मूला में ट्रांसफर करता हूं 3dV अब हम Brका कर्ल लेते हैं जैसे कि पिछली बार हमने किया था इस बार भी कर्ल को अंदर लेते हैं क्योंकि कर्ल rके सापेक्ष है जबकि इंटीग्रेशन r के सापेक्ष में है इसलिए Br04πrjrr r r r 3dV प्राप्त होता है अब मैं वेक्टर आइडेंटिटी का उपयोग करने जा रहा हूं जो कि ABBA ABAB BAदी जाती है इसका क्या मतलब है मैं आपको अगली स्लाइड में समझाता हूं 3dV ABBA ABAB BA मैंने AB को BA ABAB BA के रूप में लिखा है आप इस AB तथा BA पद से पहले से ही परिचित हैं परंतु BA पद से हमारा अभिप्राय BBx∂xBy∂yBz∂zसे है और जब इसको Aवेक्टर से ऑपरेट किया जाता है तो एक वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होती है और इसी प्रकार AB को समझा जा सकता है अब आइए हम A को jrसे तथा B को r r 3से प्रतिस्थापित करें ABBA ABAB BA BBx∂xBy∂yBz∂z Ajr Br rr r3 क्योंकि B rके सापेक्ष डिफरेंटशिएशन है जबकि jr r के सापेक्ष में है इसलिए Bjr0 देता है B r r r r 3 का डायवर्जेंस है और याद कीजिए कि इसको आपने किया था और यह 4πδr rके बराबर है इसको देखने का एक भौतिक तरीका यह भी है कि क्वांटिटी r r r r 3 चार्ज के कारण 40परिमाण के इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाती हैं और इसलिए चार्ज डेंसिटी का डायवर्जेंस डेल्टा फ़ंक्शन के अलावा और कुछ नहीं है इस प्रकार यह आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो सकता है आइए हम इसी तरह A जो कि jrका डायवर्जेंस है भी शून्य है Bjr0 Br r 34πδr r Ajr0 इसलिए जब मैं Br का कर्ल लेता हूं जो कि 04πjrr rr r3dVप्राप्त होता है jrr rr r3 बराबर है r rr r3jr jrr rr r3jrr rr r3 r rr r3jrके और हमने पाया है कि यह r rr r3jr0 है यह भी r rr r3jr0 है और इस प्रकार हमारे पास jrr rr r34πjrδr r बचता है Br04πjrr rr r3dV jrr rr r3r rr r3jr jrr rr r3jrr rr r3 r rr r3jr jrr rr r3 jrr rr r34πjrδr r और इसलिए मेरे पास Br का कर्ल बराबर है 04π jrr rr r3dV0jrr rdV जिसमें 4से 4 कैंसिल होकर 0देता है यह 04πjrr rr r3dV0j के बराबर है जैसा कि मैंने पहले बताया है कि jr करंट की दिशा में करंट डेंसिटी जो कि करंट पर यूनिट क्षेत्रफल पर होती है एक मात्र पद जिसका निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है वह यह है मैं इसे फिर से जांच करूंगा Br04π jrr rr r3dV0jrr rdV 04πjrr rr r3dV0j इसलिए मुझे jrr rr r3dVका मूल्यांकन करने में दिलचस्पी है क्योंकि r rr r3 को ऑपरेट कर रहा है इसलिए यहां यह जानना आवश्यक है कि यह r r के किसी भी फंक्शन पर डेल ऑपरेटिंग के बराबर होता है अर्थात 1 r r r r है तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं आप कई फंक्शन के साथ स्पष्ट कर सकते हैं कि यह सच है इसलिए मैं इसे jrr rr r3dVइंटीग्रल में लिख सकता हूं r r 1 r r jrr rr r3dV jrr rr r3dV इसका मूल्यांकन करने के लिए मैं इसके x y और z घटकों की अलग अलग गणना करता हूं यदि मैं x घटक के लिए गणना करता हूं तो यह शून्य मिलता है और फिर आप y और z घटकों के लिए भी उसी तरहमूल्यांकन कर सकते हैं तो इसका x घटक jrx xr r3dV होगा क्योंकि यह पहले से ही एक डॉट प्रोडक्ट है तो इसमें कोई एक्स घटक नहीं है तीनों घटक यहां आते हैं आइए हम अगले पृष्ठ चलते हैं इसलिए मैं jrx xr r3dVका मूल्यांकन कर रहा हूं अब आइए प्राइम के सापेक्ष jrx xr r3क्वांटिटी का डायवर्जेंस देखते हैं यह jrx xr r3jr x xr r3 के बराबर है jrx xr r3 jrx xr r3jr x xr r3 अगर मैं इसके दोनों पक्षों का इंटीग्रेशनdVके सापेक्ष करता हूं तो मुझे jrx xr r3dV jrx xr r3dV jr x xr r3dVमिलता है ध्यान दें कि jr x xr r3dVयह वह पद है जो मुझे ठीक ठीक चाहिए था अब स्टेडी करंट के लिए jr0 होता है अन्यथा jr rdt है अभी स्टेडी करंट के लिए यह शून्य है यदि करंट में समय के साथ परिवर्तन होता है तो इस पद का योगदान डिस्प्लेसमेंट करंट के रूप में मिलता और इसको हम बाद में देखेंगे स्टेडी करंटअथवा बायो सावर्ट नियम के लिए यह पद शून्य है एक और प्रकार की करंट लोकलाइज्ड करंट होती हैं इसका मतलब है कि सिस्टम से दूर होने पर वह शून्य हो जाती हैं jrx xr r3dV को सर्फेस इंटीग्रल में बदला जा सकता है जो शून्य हो जाएगा क्योंकि बहुत दूरी पर j उस सतह पर शून्य हो जाता है तो आपके पास यह अंतिम पद बचा है यह पद यहाँ है क्योंकि बायीं ओर का पद शून्य है यह पद भी शून्य है यह पद भी शून्य है तो जो मैंने आपको अभी दिखाया है समय देखें 2011 अगर मैं वापस जाऊं तो यह है कि यहां यह पद भी शून्य है और इसलिए स्टेडी करंट के लिए हम पाते हैं कि Br 0j के बराबर है तो इस व्याख्यान में हमने बायो सावर्ट नियम के माध्यम से पाया कि Br का डायवर्जेंस शून्य है और इसका भौतिक रूप से अभिप्राय होता है कि मोनोपोल नहीं होता है और Br का कर्ल 0j के बराबर है इन समीकरणों की तुलना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करें जहां मेरे पास था Er0 और Er0 है इस प्रकार यहां पर Er का डायवर्जेंस नॉन जीरो तथा Er का कर्ल जीरो है मुझे याद है कि यह केवल स्टेडी करंट के लिए सच है यदि यहां पर करंट की निर्भरता समय पर हो जाए तो यहां एक अतिरिक्त पद प्राप्त होगा जिसे हम बाद में देखेंगे अभी हमने स्वयं को सिर्फ मैग्नेटोस्टेटिक अर्थात स्टेडी करंटके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड तक सीमित रखा है